नमस्कार कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम force fields या molecular mechanics के विषय पर जारी रहेंगे जैसा कि मैंने बताया यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिए हमें इस पर बहुत समय देना होगा अब इन empirical force fields में प्रत्येक परमाणु संख्या को परमाणु प्रकार में विभाजित किया जाता है जो संबंध और पर्यावरण पर आधारित होता है उदाहरण के लिए कार्बन कई प्रकार के हो सकते हैं sp3 कार्बन sp2 कार्बन sp कार्बन एरोमैटिक कार्बन कार्बोनिल कार्बन फिर साइक्लोप्रोपेन प्रकार कार्बन साइक्लोप्रोपीन प्रकार कार्बन और फिर मापदंडों को परमाणु प्रकारों के आधार पर असाइन किया जाता है इसलिए इनमें से प्रत्येक कार्बन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई अलग अलग हो सकती है और हम जिस जगह का उपयोग करते हैं वह भी sp3 sp3 या sp2 sp2 और इसी तरह निर्भर करता है तो हम उन कुछ उदाहरणों पर गौर करेंगे विभिन्न प्रकार के बल क्षेत्र हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे किस प्रकार के पैरामीटर या समीकरण चुनते हैं एक परिवार MM2 MM3 MM4 की तरह ये छोटे अणुओं के लिए आणविक यांत्रिकी बल क्षेत्र हैं ये बहुत अच्छे हैं MM2 या MM3 छोटे अणुओं के लिए पर्याप्त हैं यदि आप ड्रग्स देख रहे हैं CHARMM यह हार्वर्ड मैक्रोमोलेक्युलर मैकेनिक्स में रसायन विज्ञान है यह एक और force field है एएमबीईआर ऊर्जा शोधन के साथ सहायता प्राप्त मॉडल बिल्डिंग ओपीएलएस तरल सिमुलेशन के लिए अनुकूलित पैरामीटर सीएफएफ कंसिस्टेंट फोर्स फील्ड इसलिए इसका इस्तेमाल आजकल काफी किया जाता है सीवीएफएफ वैलेंस कंसेंट फोर्स फील्ड फिर एमएमएफएफ मर्क आणविक बल फील्ड 94 फिर यूएफएफ यूनिवर्सल फोर्स फील्ड ये केवल कुछ उदाहरण हैं लेकिन कई प्रकार के बल क्षेत्र हैं जो वहां हैं आम तौर पर मुझे लगता है कि एमएम 2 सीवीएफएफ काफी सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं और निश्चित रूप से सीएचआरएमएम और एएमबीईआर भी काफी सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं इसलिए ये फोर्स फील्ड जैसे MM2 MM3 AMBER Sybyl UFF MMFF et cetera वे कार्यात्मक रूपों में भिन्न होते हैं कि किस प्रकार के शब्दों का उपयोग बॉन्ड स्ट्रेचिंग या एंगल झुकने और इतने पर किया जाता है और पैरामीटर मान पैरामीटर मान बदल जाएगा इसलिए कार्यात्मक रूप शायद एक बल क्षेत्र से दूसरे में भिन्न हो सकते हैं और पैरामीटर मुख्य रूप से एक क्षेत्र से दूसरे में भिन्न होते हैं मिक्स एंड मैच न करें यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यदि हम एक एमएम 3 कहते हैं तो हम एमएम 3 के साथ अणुओं के सभी सेट के लिए अपनी सभी गणना करेंगे हम मिश्रण और मैच नहीं करेंगे क्योंकि बल क्षेत्रों के प्रत्येक सेट आंतरिक रूप से आत्म सुसंगत हैं इसलिए याद रखें कि जैसे हमने बल क्षेत्रों के भीतर कार्यात्मक रूपों और पैरामीटर मानों में अंतर किया है इसलिए यदि हम कुछ अणुओं एमएम 3 और कुछ अणुओं के लिए उपयोग करते हैं तो मैं एम्बर का उपयोग करता हूं मुझे अलग अलग उत्तर मिलेंगे जो पूरी तरह से गलत है कुछ बल क्षेत्र एकजुट परमाणुओं का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है कि वे क्या करते हैं वे हाइड्रोजन एच को घनीभूत करते हैं परमाणुओं की कुल संख्या को कम करने के लिए लेकिन सटीकता में कुछ कमी होती है इसलिए एच को अलग से रखने के बजाय कार्बन को अलग अलग किया जा सकता है जिससे वे परमाणु को एकजुट कर सकते हैं जो सी में घनीभूत हो सकते हैं और उनके पास पैरामीटर हो सकते हैं लेकिन थोड़ी सी अशुद्धि लेकिन गणना की संख्या नाटकीय रूप से कम हो जाती है इसलिए उदाहरण के लिए अगर MM2 लेता हूं तो हमें MM2 लेने दें विभिन्न प्रकार के कार्बन्स MM2 रखता है विभिन्न प्रकार के कार्बन sp3 कार्बनsp2 कार्बन एल्केन में कार्बोनिल में sp2 कार्बन imine sp कार्बन साइक्लोप्रोपेन कार्बन रैडिकल कार्बन कार्बोकेशन sp2 कार्बन साइक्लोप्रोपीन aromatic में sp2 कार्बन cyclobutane में sp3 कार्बन इसलिए इनमें से प्रत्येक कार्बन अलग है इसलिए आपके पास विभिन्न force constants हो सकते हैं आपके पास भिन्न r 0t मान हो सकते हैं और इसी तरह इस नाइट्रोजन को देख सकते हैं इसलिए कई प्रकार के नाइट्रोजन Sp3 नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन के प्रकार sp नाइट्रोजन pyridine अमोनियम तो pyrrole azoxy N double bond N और इतने पर नाइट्रो NO2 imine और इसी तरह ऑक्सीजन इतने सारे प्रकार के oxygen sp3 oxygen oxygen carbonyl oxygen furan oxygen carboxylate epoxy amine oxide ketonium oxygen इतने सारे विभिन्न प्रकार इसलिए एमएम 2 में इतने प्रकार के कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर क्लोरीन ब्रोमिन और इतने पर धातुओं के लिए भी बड़ा डेटाबेस है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इसलिए यदि आपके पास कोबाल्ट या निकल या लोहा या मैग्नीशियम सेलेनियम टिन है तो आप ठीक हैं क्योंकि MM2 में इन सभी ऊर्जाओं के लिए गणना ठीक से की जा सकती है लेकिन अगर आपके पास कुछ अन्य धातु है तो जाहिर है कि यह संभाल नहीं सकता है आपको किसी अन्य बल क्षेत्र के लिए जाना पड़ सकता है जो उस विशेष धातु को संभाल सकता है उदाहरण के लिए प्लैटिनम शायद इस सूची में नहीं है उनमें से कुछ ही हैं कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर कुछ अन्य समान समूह धातु को ग्रहण करेंगे और इसे उनके पास प्रतिस्थापित करेंगे इसलिए इन बल क्षेत्रों में से प्रत्येक में परमाणु प्रकार के विभिन्न सेट होंगे इसलिए विभिन्न पैरामीटर मान होंगे इसलिए सभी गणना के लिए केवल एक बल क्षेत्र का उपयोग करना हमेशा अच्छा होता है उदाहरण के लिए हम इस sp3 कार्बन को देखते हैं इसलिए L 0 जो कि r 0 है जिसका उपयोग हम 1523 कर सकते हैं जबकि sp3 sp2 यह 1497 हो जाता है और इसी तरह बल स्थिरांक भी कार्बन अधिकार के प्रकार के आधार पर काफी बदल जाता है sp3 sp3 sp3 sp2 sp2 sp2 sp2 O जो कि कार्बोनिल है sp3 N sp3 और इसलिए वास्तव में और इसी तरह अगर कोण झुकने के लिए आपके पास थीटा थीटा 0 है Refer SlideTime 0650 इसलिए हम अलग अलग थेटा के मान और अलग अलग स्थिर मूल्य यहां कह सकते हैं उदाहरण के लिए carbon carbon carbon in sp3 carbon carborn sp3 के साथ hydrogen H आपको यहां कुछ अन्य संख्या बल में मिलती है आप देखते हैं कि sp3 sp2 sp3 कार्बन थीटा बदलता रहता है जबकि यह sp3 sp3 टेट्राहाइड्रल 109 है इसलिए ये संख्याएँ बदल जाएंगी ये संख्या परमाणु प्रकार और पर्यावरण के आधार पर बदल जाएगी इसलिए ऐसा याद रखें कि किसी भी बल क्षेत्र के लिए डेटाबेस संग्रहीत किया जाएगा इसलिए जब आप एक संरचना बनाते हैं और आप उल्लेख करते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के कार्बन हैं तो ये विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन हैं हमने स्वचालित रूप से इन नंबरों का चयन किया है इसलिए bond stretching energy bond bending energy torsion energy nonbonding interactions की गणना की जाएगी और अणु की कुल ऊर्जा का अनुमान लगाया जाएगा यह इन आणविक यांत्रिकी बल क्षेत्र दृष्टिकोण है इसलिए मेरे पास जितने अधिक परमाणु प्रकार हैं वह समग्र अंतरिक्ष में जितना संभव हो सके उतने को कवर करने की कोशिश करेगा ताकि आपका डेटाबेस बड़ा हो जाए ताकि वे इन मूल्यों को प्राप्त कर सकें जो आप literature में प्रायोगिक रूप से रिपोर्ट किए गए हैं या यद्यपि साहित्य में ab initio रिपोर्ट है तो heat of formation में average error क्या है जब आप MM2 का उपयोग करके heat of formation की गणना करते हैं तो heat of formation पर average error इस तरह भिन्न हो सकती है इसलिए जब तक आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र अच्छा होगा जब आप aromatic प्रणालियों में जाते हैं तो यह काफी बड़ा हो सकता है इसलिए error इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप अपनी गणनाओं को कितना सही चाहते हैं यह आप तय कर सकते हैं और आप क्या चाहते हैं तो कई बल क्षेत्र हैं जैसे मैंने कहा MM2 यह मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन के लिए Norman Allinger द्वारा विकसित किया गया है छोटे कार्बनिक अणुओं में मापदंडों का एक बड़ा सेट है जैसे मैंने आपको उस तालिका में दिखाया था पैरामीटर का एक बड़ा सेट जो कार्बनिक यौगिकों के कई अलग अलग वर्गों के लिए लगातार परिष्कृत और अद्यतन किया जाता है तो MM2 MM3 MM3 MM4 और इतने पर तो यह एक बहुत अच्छा बल क्षेत्र है यदि आप किसी भी धातु या किसी चीज के बिना दवाओं के कार्बनिक अणुओं को देख रहे हैं फिर निश्चित रूप से CFF इन लोगों द्वारा विकसित किया गया है यह ऊर्जा संरचना सामान्य अणुओं और आणविक क्रिस्टल के कंपन के अध्ययन को एकीकृत करने के लिए एक सामान्य तरीका है कार्यक्रम इन 2 द्वारा विकसित किया गया था यह सभी परमाणुओं के Cartesian representation पर आधारित है और फिर CFF पर आधारित इन परिवार के कई अन्य बल क्षेत्र में आया हम उनमें से कुछ दिखाएंगे उनमें से अधिक सहायक मॉडल निर्माण और ऊर्जा शोधन इसे AMBER force क्षेत्र कहा जाता है यह व्यापक रूप से प्रोटीन के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए आप देखें कि क्या आपके पास बहुत सारा प्रोटीन है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं उसके बाद CHARMM आता है CHARMM एक और बहुत लोकप्रिय बल क्षेत्र है जिसका उपयोग छोटे अणुओं और मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए किया जाता है इसलिए आम तौर पर एमएम प्रकार के बल क्षेत्रों का उपयोग जैविक दवाओं के लिए किया जाता है AMBER का उपयोग प्रोटीन के लिए किया जाता है CHARMM का उपयोग छोटे अणुओं और macromolecules के लिए किया जाता है यह rule of thumb है इसलिए आप MM प्रकार के बल क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं आप AMBER या CHARMM का उपयोग इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि क्या छोटे अणु ड्रग्स मैक्रोमोलेक्युलस या यह प्रोटीन है या नहीं CVF का उपयोग मोटे तौर पर छोटे अणुओं और मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए किया जाता है CVFF में कुछ सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है एक सुसंगत वैलेंस बल क्षेत्र है यह COSMOS NR है यह quantum mechanics and molecular mechanics का एक संकर है इसलिए यह कई प्रकार के अकार्बनिक यौगिकों के लिए अनुकूलित क्वांटम यांत्रिकी का थोड़ा सा जोड़ता है इसलिए यदि आप अकार्बनिक कार्बनिक यौगिकों जैविक मैक्रोमॉलक्यूल्स को देख रहे हैं जिसमें अर्ध अनुभवजन्य गणना परमाणु शुल्क NMR शामिल हैं तो COSMOS NMR आधारित संरचनात्मक अभियोग के लिए अनुकूलित है दवा की खोज में हम वास्तव में उस पर ज्यादा समय नहीं बिताते हैं यह फिर से GROMOS है यह एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है यह बहुत गतिशील सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसे ग्रॉन्जर मोलेकुलर सिमुलेशन एक बल क्षेत्र कहा जाता है जो इस सॉफ़्टवेयर के हिस्से के रूप में आता है यह गतिशील अध्ययन के लिए एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है यह आणविक गतिशीलता बायोमोलेकुलर सिस्टम के अध्ययन के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन पैकेज है इसलिए यदि आप उस सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं तो हम इस बल क्षेत्र अधिक बल क्षेत्रों का उपयोग करेंगे OPLS तरल सिमुलेशन के लिए अनुकूलित क्षमता तो कई OPLS AA OPLS UA OPLS 2001 Jorgensen द्वारा Yale University के रसायन विज्ञान विभाग में विकसित किए गए हैं यह तरल सिमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है तब ECEPP मोमनी शेरेगा और सहकर्मियों द्वारा विकसित पॉलीपेप्टाइड अणुओं के लिए पहला बल क्षेत्र तब QCFF PI संयुग्मित अणुओं के लिए यह एक सामान्य बल क्षेत्र है UFF की तरह हमने सार्वभौमिक बल क्षेत्र पर चर्चा की वे इसे Colorado State University में विकसित एक्टिनोइड्स सहित पूर्ण आवर्त सारणी के लिए सामान्य प्रयोजन बल क्षेत्र पैरामीटर कहते हैं इसलिए वे आवर्त सारणी में सभी परमाणुओं के लिए पैरामीटर रखने की कोशिश करते हैं फिर लगातार बल क्षेत्र इसलिए ये कार्बनिक यौगिकों की व्यापक विविधता के अनुकूल बल क्षेत्रों के परिवार हैं पॉलिमर के लिए बल क्षेत्र इसलिए यदि आप पॉलिमर धातुओं में रुचि रखते हैं तो शायद आप इस प्रकार के बल क्षेत्र के लिए जा सकते हैं तब हमारे पास एटमॉस्टिक सिमुलेशन अध्ययन कम्पास के लिए संघनित चरण अनुकूलित आणविक क्षमता भी है यह इन विशेष रूप से Sun computers द्वारा विकसित किया गया है जो एक्यूलेराइड के माध्यम से उपलब्ध condensed phase में विभिन्न अणुओं के लिए शामिल आणविक सिमुलेशन में है Accelrys एक व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर है इसलिए यदि आपके पास वह सॉफ़्टवेयर है जो आपके पास विशेष रूप से होगा Merck Molecular Force Field का विकास मर्क कंपनी MMFF द्वारा अणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ बल क्षेत्र विशेष रूप से उनके आंतरिक उपयोग के लिए विकसित किए गए हैं जो कि आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं जबकि MM2 MM3 CHARMM AMBER जैसी चीजें CFF आप इसे एक फ्रीवेयर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं पानी पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि जब आपके पास प्रोटीन होगा तो पानी के अणु मिलेंगे इसलिए modeling water भी आजकल एक बड़ा मुद्दा बन गया है तो क्या मेरा मतलब है कि पानी या हवा के आधार पर ढांकता हुआ स्थिरांक में परिवर्तन होना चाहिए या मुझे स्पष्ट होना चाहिए इतना पानी जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रणाली है इसे 3 तरफ से मिला है इसलिए ये और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर बन सकते हैं यह हाइड्रोजन बांड acceptors हो सकता है दूरी दी गई है और कोण यहां दिया गया है इसलिए TIP3P 3 अंकों के साथ 3 अंकों के साथ हस्तांतरणीय इंटरमॉलिक्युलर क्षमता है जो इसे इस तरह से इंगित करता है और TIP4P को सरल कठोर अणु द्वारा दर्शाया जाता है तो मॉडल इस तरह दिखता है यहां एक 12 है यहां 6 है फिर एक constant kc है जो इस द्वारा दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक constant है qi qj इलेक्ट्रॉन के प्रभार से संबंधित partial charges हैं rij 2 परमाणुओं या आरोपित पक्षों के बीच की दूरी है ए और बी लेनार्ड जोन्स संभावित शब्द हैं इसलिए कल्पना करें कि यदि आपके पास बहुत सारा पानी मौजूद है तो गणना बढ़ जाती है क्योंकि हमें कुछ अतिरिक्त शर्तें जोड़ने की आवश्यकता होती है हमें पानी पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि hydrogen bond formation में पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दाता के साथ साथ स्वीकर्ता लिगैंड प्रोटीन इंटरैक्शन पानी के कारण होने वाले इन सभी परिवर्तनों को बदल देता है हालांकि ऊर्जा जैसा कि मैंने आपको लंबे समय पहले दिखाया था कि बहुत अधिक है 10 किलो कैलोरी लेकिन यह प्रोटीन के लिए बाध्य होने पर लिगैंड सक्रिय साइट के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए पानी एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिस पर हमें विचार करना चाहिए आइए हम इन बल क्षेत्र CHARMM के कुछ कार्यात्मक रूपों को देखें जैसा कि मैंने कहा कि CHARMM का व्यापक रूप से बल क्षेत्र का उपयोग किया जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह शब्द बांड स्ट्रेचिंग है मैंने आपको लंबे समय पहले दिखाया था उनके पास कोण झुकने के लिए एक शब्द है उनके पास एक शब्द है डायहेड्रल फिर उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक और लेनार्ड जोन्स की क्षमता के लिए एक शब्द है इसलिए CHARMM इसका उपयोग करता है जो भी मैं बात कर रहा हूं उनके पास बहुत ही स्पष्ट सरल दिखने वाला बल क्षेत्र है फाइलें बाहरी फाइलें आरटीएफ अवशेष टोपोलॉजी फाइलें हैं यह atom mass atom type partial charges connectivity internal coordinates residue definition के बारे में जानकारी संग्रहीत करता है फिर हमारे पास पैरामीटर फाइलें होती हैं जिनमें बल स्थिरांक के लिए पैरामीटर होते हैं ये सभी पैरामीटर equilibrium geometries van der Waals radii अन्य डेटा इतना संतुलन ज्यामिति यह ज्यामिति है जो इसे लेता है और संतुलन स्थिति है फिर AMBER आता है इस AMBER को देखें AMBER भी बहुत समान दिखता है आपके पास बॉन्ड स्ट्रेचिंग बॉन्ड झुकने मरोड़ लेनार्ड जोन्स की क्षमता इलेक्ट्रोस्टैटिक और निश्चित रूप से आपके पास हाइड्रोजन बांड अवधि भी है जो एक अतिरिक्त है फिर CVFF लगातार वैलेंस के रूप में आप देख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेचिंग अलग हो गई है मोर्स शब्द इस प्रकार का नहीं है वे मोर्स शब्द का उपयोग करते हैं फिर वे angle bending torsion के लिए समान समीकरण का उपयोग करते हैं अब आप देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे क्रॉस शब्द हैं स्ट्रेच स्ट्रेच एंगल एंगल स्ट्रेच एंगल जैसे कि आप जानते हैं क्रॉस की बहुत सारी शर्तें और फिर निश्चित रूप से यह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है और यह लेनार्ड जोन्स है तो CVFF कई क्रॉस शब्दों का उपयोग करता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो जाहिर है हमें अतिरिक्त मापदंडों की आवश्यकता है ये अतिरिक्त पैरामीटर हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है यदि आप क्रॉस शब्दों का उपयोग करने जा रहे हैं और इसे CVFF बल क्षेत्र कहा जाता है एक अन्य बल क्षेत्र MMFF94 बॉन्ड स्ट्रेचिंग के समीकरण को देखें इसलिए उनके पास पूरी तरह से अलग समीकरण है वे वर्गाकार शब्दों के साथ साथ रैखिक शब्दों पर भी विचार करते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये स्थिर हैं फिर झुकने वाले कोण के लिए भी आप वर्ग शब्द और एक लाइनर शब्द देख सकते हैं Plane bending energy से बाहर हमने बात कि क्या आपके पास 4 परमाणु हैं 3 शायद एक plane में चौथा शायद plane से बाहर ताकि यहां भी शामिल हो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और लेनार्ड जोन्स संभावित non bonded interactions हैं इसलिए MMFF न केवल द्विघात शब्द का उपयोग करता है बल्कि रैखिक शब्द भी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह एक और बल क्षेत्र GAFF कहा जाता है यदि आप GAFF को देखते हैं तो हमारे पास सामान्य वर्ग शब्द bending और फिर torsion का उपयोग करते हुए stretching है और फिर उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक और लेनार्ड जोन्स के लिए मानक शब्द है इसलिए विभिन्न प्रकार के बल क्षेत्र शब्द इसीलिए मैंने शुरुआत में उल्लेख किया कि बल क्षेत्र को कभी भी मिलाएं नहीं इसलिए हमेशा एक ही बल क्षेत्र का उपयोग करें जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्यात्मक रूप बल क्षेत्रों के बीच बहुत भिन्न हो सकते हैं और निश्चित रूप से संबंधित पैरामीटर भी प्रत्येक बल क्षेत्रों के बीच बहुत भिन्न होंगे इसलिए हमेशा एक ही बल क्षेत्रों का उपयोग करें यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो सिस्टम का एक सेट और यदि आप सिस्टम के एक सेट की तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि बल क्षेत्र का उपयोग कैसे किया जाता है कौन सा चयन करना है और इन बल क्षेत्रों के बीच क्या अंतर है फिर सीमा की स्थिति आती है यह सीमा स्थिति क्या है इसलिए यदि आपके पास एक अणु है तो हम अणु का अध्ययन करना चाहते हैं अणु शायद कुछ विलायक या पानी से घिरा हुआ है या यह वैक्यूम में हो सकता है उदाहरण के लिए यदि आप किसी अणु की ऊर्जा या रचना का अध्ययन कर रहे हैं जो बहुत पतला रूप है या यदि यह गैस के रूप में है तो हम इसे निर्वात मान सकते हैं इसलिए वहाँ कोई विलायक बातचीत नहीं है उसी प्रकार का एक और अणु भी वहाँ नहीं है क्योंकि अगर यह गैस में है चरण बहुत दूर हो सकता है इसलिए यह आसान हो गया है हमें अणु अणु बंधुआ संबंधों पर विचार नहीं करना है या यदि आपके पास एक विलायक है तो solvent molecule interaction होगी इसलिए यदि हमारे पास क्लोरोफॉर्म है तो कहेंगे कि मेरी दवा के चारों ओर 100s क्लोरोफॉर्म हैं तो क्लोरोफॉर्म अणु और दवा non bonded interaction electrostatic van der Waals और इसलिए वास्तव में या हाइड्रोजन बांड के बीच बहुत अधिक अंतर हो सकता है इसलिए जब आप मानते हैं कि वैक्यूम गणना आसान है हमारे पास बस वह अणु है और उसका अध्ययन करते हैं जब आपके पास विलायक होता है तो आप इसे पानी या विलायक या क्लोरोफॉर्म या मेथनॉल के साथ घेर सकते हैं ताकि आप अणु और विलायक के बीच बहुत अधिक non bonded interaction कर सकें इसलिए मैं प्रति परत कितने सॉल्वैंट्स पर विचार करता हूं हम R1 और R2 के बीच कितनी परतों पर विचार कर सकते हैं या हमारे पास एक कट ऑफ हो सकती है जिसका अर्थ है कि निश्चित दूरी के बाद कोई बल नहीं हैं क्योंकि यदि आप कुछ 3 परतों या 4 परतों तक विलायक पर विचार करते हैं तो चौथी परत के बाद यह वैक्यूम की तरह है इसलिए हमें संतुलन बनाने की जरूरत है और अगर आपके पास विलायक की बहुत सारी परतें हैं तो गणनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं सभी गैर बंधुआ सहभागिता को निर्धारित करने के लिए आपके पास लगभग तथ्यात्मक अतिरिक्त गणनाएं हो सकती हैं इसलिए अधिक यथार्थवादी होने के लिए आपके पास अपने अणु की तरह विलायक की कई परतें हो सकती हैं और विलायक विलायक होगा या गणना बहुत अधिक हो जाएगी या क्या मैं इसे थोड़ा अनुमानित करता हूं और विलायक की केवल कुछ परतें ग्रहण करता हूं इसलिए यह वह सवाल है जिसका हमें जवाब देना होगा समान क्षय नामक अलग अलग दृष्टिकोण हैं इसलिए इस की परस्पर क्रिया से बहुत अधिक है इस की परस्पर क्रिया से घटते स्तर की परस्पर क्रिया होती है जिसे समान क्षय कहा जाता है Periodic boundary conditions हम इस बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे इसलिए आवधिक सीमा स्थिति आणविक प्रणाली को periodic box में रखती है और पानी या विलायक के अणुओं को जोड़ती है अणु एक निरंतर घनत्व वातावरण में स्थानांतरित कर सकते हैं मूल रूप से यह विलायक के साथ अणु की पूरी प्रणाली के घनत्व को बनाए रखता है इसलिए विभिन्न दृष्टिकोणों का पालन किया जा सकता है हम वैक्यूम के बारे में सोच सकते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास केवल अणु है और कुछ नहीं इसलिए किसी और चीज के साथ बातचीत नहीं है विलायक हम अपने अणु के आसपास के विलायक पर विचार कर सकते हैं ताकि सॉल्वैंट्स और मुख्य यौगिक या हाइड्रोजन बांड के बीच non bonded interactions हो सके इसलिए हम इसकी कितनी परतों पर विचार करते हैं जो वास्तव में एक चुनौती बन जाती है क्या हम सिर्फ 1 परत या 2 परतों या 3 परतों या 4 परतों पर विचार करते हैं यदि हम अधिक से अधिक परतों पर विचार करते हैं तो गणना अधिक गहन हो जाती है एक अन्य दृष्टिकोण मुख्य यौगिक के साथ विलायक की बातचीत का एक uniform decay है फिर एक और दृष्टिकोण यह आवधिक बॉक्स है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आमतौर पर प्रोटीन के बारे में बात करते समय उपयोग किया जाता है तो यह क्या करता है यह पानी या विलायक के अणुओं वाले एक बॉक्स के अंदर आणविक प्रणाली को रखता है इतना घनत्व स्थिर बना हुआ है इसलिए यदि एक विलायक बॉक्स से बाहर जाता है तो एक अन्य विलायक को विपरीत दिशा से प्रवेश करने के लिए माना जाता है जिसे periodic box कहा जाता है हम इस छोटे से बारे में बात करेंगे जैसे हम अब साथ चलते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार की सीमा स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन को पानी के वातावरण में होना चाहिए ताकि यह उचित रूप से संचित हो सके उदाहरण के लिए यदि प्रोटीन पानी से घिरा हुआ है तो हाइड्रोफिलिक भाग बाहर आ सकते हैं नॉनपोलर हाइड्रोफोबिक क्षेत्र अंदर जा सकते हैं इसलिए अनुरूपता विलायक या सीमा की स्थिति के आधार पर नाटकीय रूप से बदल सकती है उदाहरण के लिए वैक्यूम जैसे हमने कहा हमारे पास बस अणु हो सकता है और हम इस अणु की ऊर्जा को देख सकते हैं और इस अणु को क्या रूपांतरित करते हैं इसलिए हम इसका अध्ययन कर सकते हैं हम इस अणु के गठन के आकार आकार या गर्मी की गणना कर सकते हैं इस अकेले के आसपास कुछ और नहीं है इसलिए यह एक वैक्यूम या गैस चरण की तरह है मैं अणु कह सकता हूं कि प्रोटीन जैसा है और इसके आसपास कुछ भी नहीं है हालांकि यह यथार्थवादी नहीं है क्योंकि प्रोटीन आमतौर पर पानी से घिरे होते हैं क्योंकि वे हमेशा जलीय माध्यम में पाए जाते हैं तो हम इस मुख्य अणु के आसपास एक विलायक परत के बारे में सोच सकते हैं तो जाहिर है कि इन सभी पानी के अणुओं और विलायक के बीच बहुत सारे hydrogen bond accepting करने और दान करने वाले हैं इसलिए प्रणाली की total energy अलग हो सकती है इस अणु की ऊर्जा स्वयं बदल सकती है अणु उस वजह से नए समझौते कर सकता है हम विलायक की 2 परतों पर विचार कर सकते हैं ताकि आप गणना की मात्रा में वृद्धि देख सकें यह अधिक यथार्थवादी है या मैं विलायक की 3 परतों पर विचार कर सकता हूं लेकिन फिर कुछ दिलचस्प बात यह है कि बाहरी सबसे अधिक परत में विलायक है आंतरिक परत में विलायक के साथ बातचीत होती है लेकिन बाहर वह वैक्यूम है इसलिए ये विलायक बहुत ही गैर यथार्थवादी बलों का सामना करते हैं इसलिए इसे संभालने के लिए कई दृष्टिकोण हैं हम इसमें नहीं जाएंगे कि विशेष रूप से बाहरी परत में विलायक में यह समस्या है जबकि मुख्य यौगिक को कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपने एक परत एक परत एक परत और इतने पर घेर लिया है Periodic boundary condition आइए हम इसे देखें यह क्या है जब कोई वस्तु इसलिए हमारे पास आवधिक बॉक्स है और हम सॉल्वैंट्स रखते हैं इसलिए विलायक एक विलायक उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है जिसे हम विपरीत दिशा से दूसरे विलायक में रखते हैं ताकि बॉक्स के अंदर विलायक के अणुओं की संख्या स्थिर हो इसलिए घनत्व स्थिर है और यदि यह एक वर्ग है तो हम सभी पक्षों में समान दिखने वाले बक्से रखते हैं तो हम सभी के लिए गणना करते हैं यदि यह एक घन है तो जाहिर है कि आपके पास इसके 4 2 6 पक्ष हैं इसलिए हर जगह आप एक और घन लगाते हैं और आप एक ही गणना करते हैं इसलिए आंतरिक सबसे घन का घनत्व स्थिर रहता है क्योंकि यदि गणना के दौरान एक विलायक निकलता है तो हम दूसरे दिशाओं से प्रवेश करते हैं विलायक के अणुओं की संख्या स्थिर है इसलिए समय समय पर सीमा की स्थिति को प्राथमिकता दी जाती है जो सीमा की स्थिति पर विचार करने के लिए परिवेश पर विचार करने के लिए अधिक सटीक है उदाहरण के लिए यह प्रोटीन है यह आवधिक बॉक्स है हमने इसे यहां मान लिया है बड़े क्यूब की तरह यहाँ बहुत सारे पानी के अणु हैं और इसलिए हम इस क्यूब के सभी 6 किनारों पर समान बक्से को मानते हैं इसलिए हम आणविक गतिशील सिमुलेशन प्रदर्शन कर सकते हैं यदि हम एक पानी का अणु इस बॉक्स से बाहर जाता है तो यह माना जाता है कि एक और पानी का अणु प्रवेश करेगा अंदर पानी के अणुओं की संख्या हमेशा स्थिर रहेगी तो घनत्व स्थिर है और क्यों यह आवधिक है क्योंकि आपने यह मान लिया है कि इस घन के सभी 6 चेहरों पर समान प्रकार के 6 और बक्से हैं इसलिए समय समय पर सीमा की स्थिति को आम तौर पर पसंद किया जाता है जैसे मैंने कहा कि गणनाएं गहन हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं अगर मैं एक प्रोटीन लेता हूं तो मेरे पास लगभग 2000 या 3000 पानी के अणु हो सकते हैं इसलिए हम कई non bonded interactions की गणना कर रहे हैं मुख्य अणु के साथ हाइड्रोजन बांड इसलिए गणना काफी हैं मैंने प्रतिक्रिया क्षेत्र का भी उल्लेख किया है जो एक और दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम सीमा की शर्तों को शामिल कर सकते हैं रिएक्शन ज़ोन इसे thermal bath model द्वारा दिए गए दूरी से परे परमाणुओं के प्रतिस्थापन के रूप में माना जा सकता है इसलिए हमारे पास प्रतिक्रिया क्षेत्र है हमारे यहां stochastic dynamics है आपने bath dynamic region reaction regionके बीच की interaction में परमाणुओं की मात्रा तय की है प्रतिक्रिया क्षेत्र संतुलन संरचना को बनाए रखता है और फिर यह जलाशय वास्तव में इन विलायक अणुओं का सामना करने वाली ऊर्जा को बनाए रखता है इसे प्रतिक्रिया क्षेत्र कहा जाता है यह stochastic boundary condition स्थिति है एक दृष्टिकोण को कट ऑफ कहा जाता है तो cut off संभावित ऊर्जा और बलों में असंतोष का परिचय इसलिए एक निश्चित दूरी से आगे हम मौजूद किसी भी विलायक को नहीं मानते हैं यहाँ तक कि सॉल्वैंट्स यहाँ तक के साथ interact करते हैं मुख्य यौगिक और इस हिस्से को एक वैक्यूम के रूप में ग्रहण किया जाता है तो जाहिर है कि इससे परे असंतोष है इसलिए यह समस्याएं पैदा कर सकता है कि वे ऐसा कैसे करते हैं कई दृष्टिकोण हैं हम उस शिफ्ट की गई क्षमता में नहीं जाएंगे जो कि निरंतर अवधि है प्रत्येक मूल्य पर संभावित से घटाया जाता है इसलिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है ताकि इस प्रकार की बड़ी असंगतता न हो एक और दृष्टिकोण जो कहा जाता है कि समान रूप से क्षय होने वाला कार्य है जिसका अर्थ है कि सॉल्वैंट्स सराउंड में interaction की निश्चित ऊर्जा होती है इसके अलावा सॉल्वैंट्स आपके पास एक uniform decay होता है और जैसा कि आप बाहर और बाहर जाते हैं और बाहरी परत पर सॉल्वैंट्स का प्रभाव बहुत कम होता है इसलिए अचानक कट जाने के बजाय एक समान क्षय प्राप्त करें यह अचानक काट दिया जाता है जिसे आप कहते हैं कि जैसे ही यहां कट ऑफ सॉल्वैंट्स मुख्य परिसर में कुछ भी योगदान नहीं करते हैं इसलिए हम इस आणविक यांत्रिकी और बल के क्षेत्र में आगे की कक्षा में भी जारी रखेंगे आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद